लागत और प्रबंधन लेखांकन के हमारे पहले दो सत्रों में हमने लागत लेखांकन के बारे में चर्चा की थी फिर लागतों के विभिन्न वर्गीकरण क्या हैं और अंतिम सत्र में सत्र 3 है हमने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के साथ शुरू किया अब यदि आपको याद है कि यह निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है विशेष रूप से अल्पकालिक निर्णयों के लिए उपयोगी है हमने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कैसे करना है इस से शुरू किया और इसकी बुनियादी बातों के बारे में बताया यह मूल रूप से लागतों के कुछ वर्गीकरण पर निर्भर करता है क्या आपको वह लागत वर्गीकरण याद है आप लागतों को कैसे वर्गीकृत करते हैं आप परिवर्तनशीलता के आधार पर लागत को वर्गीकृत करते हैं सीवीपी विश्लेषण की पूरी संरचना परिवर्तनशीलता के अनुसार वर्गीकरण की संभावना पर आधारित है अब जैसा कि नाम से पता चलता है कि हमें दो प्रकार की लागत मिलती है हमें पहली लागत मिलती है जिसे निश्चित लागत के रूप में जाना जाता है और अब मैं सीधे ग्राफ पर जाऊँगा इस तरह निर्धारित लागत दिखती है ग्राफ पूरी तरह से सपाट है इसका मतलब है 0 इकाई से 800 इकाई तक कुल में निश्चित लागत स्थिर रहने वाली है ग्राफ के अनुसार मान लीजिए कि यह 80000 के आसपास है इसलिए भले ही आप 0 इकाई का उत्पादन करें निश्चित लागत 80000 होगी यहां तक कि अगर आप 800 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो लागत 80000 है इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रति इकाई लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है यदि आप सिर्फ एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो निश्चित लागत 80000 भागे 1 होगी तो यह 80000 प्रति इकाई होगी जबकि यदि आप 800 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो यह 80000 भागे 800 होगी समझ रहे हैं इसका मतलब है कि अब यह काफी कम हो गया है यह केवल 100 रुपये प्रति इकाईहै तो इकाइयों की संख्या बढ़ने पर यह गिरता रहता है यही कारण है कि वास्तव में हम कहते हैं कि आम तौर पर प्रति इकाई निश्चित लागत पर नहीं देखते हैं इसका बहुत मतलब नहीं है क्योंकि परिभाषा के अनुसार निर्धारित लागत कुल आधार पर स्थिर होती है यह गिरती रहेगी जैसे जैसे इकाइयों की संख्या में वृद्धि होगी यह प्रति इकाई के आधार पर गिरती जाएगी लेकिन कुल निश्चित लागत के रूप में यह स्थिर रहती है ठीक है हमने पिछली बार जिन उदाहरणों की चर्चा की थी उसके अलावा भी कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे हमने किराए या बीमा या मूल्यह्रास के बारे में बात की है क्या आप किसी अन्य निश्चित लागत के बारे में सोचते हैं जो गतिविधि के स्तर के साथ नहीं बदलती है चलिए हम लाइसेंस शुल्क लेते हैं हम एक कारखाने का संचालन कर रहे हैं हम वार्षिक आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं यदि आप कारखाने स्थापित करना चाहते हैं और इसे चालू रखना चाहते हैं तो आपको हर साल लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और यह स्थिर रहता है यदि आप एक कारखाने के लिए पंजीकरण करते हैं तो उत्पादन के बावजूद आप लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं तो यह एक निश्चित लागत ही है अन्य प्रकार की लागत परिवर्तनशील है फिर से ग्राफ़ पर एक नज़र डालें आप देख सकते हैं कि यह 0 से शुरू होता है और एक सीधी रेखा प्रारूप में ऊपर जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए एक अतिरिक्त निश्चित लागत है ग्राफ से आप देख सकते हैं कि 100 इकाइयों के लिए यह 1000 है 200 इकाइयों के लिए 20000 है और इसी तरह 800 इकाइयों के लिए यह 80000 को छू गया है तो यह प्रति इकाई के आधार पर यह कितना है 10000 भागे 100 इसका मतलब है कि यह 100 प्रति इकाई है जैसे जैसे इकाइयों की संख्या बढ़ेगी यह भी उसी अनुपात में बढ़ेगा जो 100 प्रति इकाई है यही परिवर्तनीय लागत की परिभाषा है कोई उदाहरण पिछली बार हमने एक वाहन के लिए प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम या पेट्रोल लागत जैसे कुछ उदाहरण देखे थे कोई और उदाहरण मान लीजिए आप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और आप हर बार उपयोग करने के आधार पर भुगतान करते हैं तो हर बार जब आप उपयोग करते हैं तो आपको कुछ शुल्क देना होता है तो प्रतिइकाई पर जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती हैं आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर की लागत बढ़ती जाती है मान लीजिए आपको एकमुश्त राशि पर लाइसेंस मिल गया है या यदिआपने लाइसेंस खरीद लिया है तो यह निश्चित लागत बन जाता है लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रति आधार पर करते हैं तो यह एक परिवर्तनीय लागत बन जाता है समझ रहे हैं अब तीसरी अर्ध परिवर्तनीय लागत है जैसा कि नाम से पता चलता है कि उनमें परिवर्तनशीलता का एक तत्व होता है इसलिए वे गतिविधि के स्तर के साथ बदलते हैं लेकिन उसी अनुपात में नहीं बदलते हैं न तो यह निश्चित होते हैं इसलिए हम इसे निश्चित भी नहीं कह सकते इसीलिए इसे अर्ध परिवर्तनीय लागत कहा जाता है कोई उदाहरण पिछली बार हमने रखरखाव के बारे में सोचा था कोई अन्य उदाहरण संभव है या टेलीफोन बिल पर भी हमने चर्चा की है कोई और कारण आपको लगता है आम तौर पर मरम्मत भी रखरखाव के समान ही होती है जैसे उपयोग बढ़ता है मरम्मत में वृद्धि होने की संभावना होती है कुछ मानवीय लागते भी अर्ध परिवर्तनीय प्रकृति का व्यवहार करती हैं क्योंकि मानव थक जाता है सैद्धांतिक रूप से यह परिवर्तनशील है लेकिन इसमें सीखने की एक बात है तो अगली इकाई जो आप उपयोग कर सकते हैं आप उसे थोड़े कम समय में उत्पादित कर सकते हैं तो इसमें परिवर्तनशीलता हो सकती है वास्तविक जीवन में यह विभिन्न प्रकारों के वक्र जैसा हो सकता है लेकिन सीवीपी विश्लेषण धारणा के अनुसार हम उस प्रति घंटे की लागत को सीधी रेखा के रूप में मानते हैं यही कारण है कि आम तौर पर हम ग्राफ का उपयोग करते हैं अब सीवीपी विश्लेषण इस पर एक नजर डालिए इसमें लागत वांछित स्तर की बिक्री वांछित स्तर का लाभइत्यादि होता है फिर सीवीपी के उद्देश्यहम मात्रा मुनाफे और लागतों के बीच के संबंध को देखने की कोशिश करते हैं अब सीवीपी विश्लेषण की यह महत्वपूर्ण धारणाएँ हैं बेशक मौलिक रूप से यह इस धारणा पर आधारित है कि सभी लागतों को चर और निश्चित में वर्गीकृत किया जा सकता है आपके पास यह भी धारणा है कि सीवीपी संबंध रैखिक होते हैं कीमतें या प्रति इकाई परिवर्तनीय लागते निश्चित लागते इत्यादि गतिविधियों की एक उचित सीमा के अंदर बदलती नहीं है तो हमें उस सीमा को जानना चाहिए और मात्रा एकमात्र लागत ड्राइवर है इन्वेंट्री स्तर जो बदलते नहीं हैं मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि ये धारणाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप विभिन्न मामले ऐसे देखेंगे जहां हम एक व्यक्तिगत धारणा को थोड़ा सा बदलते हैं लेकिन शुरुआत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन धारणाओं को जाने और इन धारणाओं का उपयोग करके उचित निर्णय ले यह निर्णय लेने के लिए बहुत उपयोगी है बशर्ते आप शुरुआत में इस धारणा के साथ आगे बढ़ें उस अवधि में बिक्री मिश्रण भी अपरिवर्तित रहना चाहिए अब हम अगले अवधारणा पर जाते हैं जिसे पीवी अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात के रूप में जाना जाता है इसके लिए एक और नाम भी है जिसे योगदान मार्जिन अनुपात के रूप में जाना जाता है अब इस अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि योगदान क्या है हम जानते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए हम ग्राहक से कुछ बिक्री मूल्य वसूल करने में सक्षम हैं और हमें इसके लिए परिवर्तनीय लागत भी खर्च करनी होती है निश्चित लागत नहीं बदलती है तो निश्चित लागत को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है लेकिन एक अतिरिक्त इकाई से जो आप कमा रहे हैं वह आपकी बिक्री मूल्य है और जिसका भुगतान कर रहे हैं वह आपकीपरिवर्तनीय लागत है इसलिए हम बिक्री मूल्य और परिवर्तनीय लागत के बीच अंतर पाते हैं और परिवर्तनीय लागत पर जो कुछ भी अतिरिक्त होता है उसे योगदान अंश के रूप में जाना जाता है समझ रहे हैं तो मान लीजिए 10 रुपये एक विक्रय मूल्य है एक इकाई पर 10 रुपये कमाने के लिए मुझे 8 रुपये की परिवर्तनीय लागत का भुगतान करना होगा तो १० माइनस 8 २ रूपए का सकल लाभ है जो मैंने कमाया है आप में से जो लोग लेखांकन जानते हैं हम इसे सकल लाभ कह सकते हैं यहां हम इसे लगभग एक योगदान के रूप में कह सकते हैं तो 10 माइनस 8 2 रुपये प्रति इकाई के आधार पर आपका योगदान है यदि आप इसे 2 से 10 के अनुपात के रूप में परिवर्तित करते हैं तो 10 एक विक्रय मूल्य है इसलिए प्रति इकाई अंशदान मार्जिन भागे प्रति इकाई बिक्री मूल्य कर दें तो हमें प्प्रतिशत मिलता है इसलिए 20 प्रतिशत को इस उदाहरण के लिए योगदान मार्जिन के रूप में जाना जाता है यह लोकप्रिय रूप से पीवी अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात के रूप में जाना जाता है अब आप कैसे गणना करते हैं यह किसी भी मामले की समस्या या किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना है इसलिए लाभ कुल में है मैं अभी कुल की लाइन देख रहा हूं कुल मिलाकर आप जानते हैं कि लाभ बिक्री माइनस कुल लागत है अब हम कुल लागत को दो घटकों में विभाजित करते हैं परिवर्तनीय और निश्चित तो लाभ बिक्री माइनस कुल परिवर्तनीय लागत माइनस कुल निश्चित लागत है अब हम गणना कर सकते हैं आप जानते हैं कि योगदान मार्जिन कुल राजस्व माइनस कुल निश्चित लागत है इसलिए हम यहां क्या करते हैं बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत जो कुछ भी नहीं है बल्कि योगदान मार्जिन है लिहाजा लाभ योगदान मार्जिन माइनस निश्चित लागत होने वाला है अब इसे इस प्रकार से चित्रित किया गया है एक पी और एल खाते में हम लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री और लागत की तुलना करते हैं लेकिन यहां हम परिवर्तनशीलता पर विचार करते हैं तो बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत मुझे योगदान देती है योगदान माइनस निश्चित लागत लाभ देती हैसमझ रहे हैं अब आप इससे आगे के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपरी भाग जो बिक्री औरपरिवर्तनीय लागत की तुलना होता है वह प्रति इकाई के आधार पर होता है इसलिए हम वहां इकाइयों की मात्रा या संख्या को शामिल कर सकते हैं तो आपको यह सूत्र मिलता है लाभ क्यू एफसी याद रखें एफसी का मात्रा से कोई लेना देना नहीं है यह मात्रा के बावजूद रहने वाला है लेकिन S माइनस V जो बिक्री और परिवर्तनीय लागत है वह प्रति इकाई के आधार पर स्थिर है तो S को अब प्रति इकाई विक्रय मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है VC या V प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत है इसलिए हम जो कर रहे हैं वह ब्रैकेट में ब्रैकेट है हम S माइनस V को अंदर ले रहे हैं जो प्रति इकाई के आधार पर है और इसे Q से गुणा करना है Q लाभ के उस स्तर के लिए बेची जाने वाली इकाइयाँ हैं समझ रहे हैं तो लाभ क्यू एफसी अब यदि आप Q जानना चाहते हैं तो आप इकाइयों के वांछित स्तर की गणना के लिए भी उसी समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जो एफसी प्लस लाभ है क्योंकि एफसी इस तरफ ही जाएगा तो क्यू एस वीसी इसलिए प्रति इकाई बिक्री मूल्य का उदाहरण जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसे 10 मान लिया गया थापरिवर्तनीय लागत को 8 मान लिया गया था इसलिए बेची गई प्रत्येक इकाई पर 10 माइनस 8 हम 2 रुपये कमा रहे हैं तो लाभ के कुछ निश्चित स्तर को अर्जित करने के लिए आपको कितनी इकाइयां बेचनी हैं ऐसे हमें बिक्री के वांछित स्तर की गणना करनी है यह भी लाभ योजना के रूप में जाना जाता है समझ रहे हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गणना है जिसे पीवी अनुपात के रूप में जाना जाता है अब हम अगली गणना पर जाते हैं जो कि सम विच्छेद बिंदु है अब आवश्यक उत्पादन के न्यूनतम स्तर को जानने के लिए सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोग किया जाता है हर कंपनी या हर इकाई या हर कारखाना घाटे से बचना चाहता है यह लाल रंग में नहीं जाना चाहता इसलिए इसे कुछ न्यूनतम इकाइयों का उत्पादन करना होगा उन न्यूनतम इकाइयों को सम विच्छेद बिंदु के रूप में जाना जाता है किसके लिए न्यूनतम नुकसान से बचने के लिए न्यूनतम अब यह उपयुक्त बिक्री मिश्रण खोजने के लिए उपयोगी है बिक्री मिश्रण इस तरह से कि हम नुकसान से बचते हैं यह बिक्री के वांछित स्तर की गणना के लिए भी उपयोगी है और हम बिक्री और कीमतों के कुछ स्तरों पर मुनाफे को जानने के लिए इसे आगे थोड़ा बदल भी सकते हैं अब सीवीपी विश्लेषण से हम बीईपी या गतिविधि के उस स्तर पर आते हैं जिस पर राजस्व सभी परिवर्तनीय और निश्चित लागतों की वसूली करता है लेकिन कोई लाभ नहीं होता है इसलिए शून्य इकाइयों से शुरू होकर हम घाटे में रहेंगे जैसे जैसे हमारी इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं एक बिंदु आता है जहाँ न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है जिसे सम विच्छेद बिंदु के रूप में जाना जाता है सम विच्छेद बिंदु से आगे जाने पर एक कंपनी या संयंत्र लाभ कमाना शुरू कर देते हैं अब विभिन्न बिंदुओं जैसे विशेष रूप से मूल्य निर्धारण निर्णयों बनाने या खरीदने का निर्णय अस्थायीरूप से बंद करने के निर्णय आदि के लिए सीवीपी विश्लेषण की तरह ही सम विच्छेद बिंदु भी उपयोगी है कुछ और निर्णय आधुनिकीकरण या स्वचालन संबंधित निर्णय हैं इसलिए हमें नई मशीन के लिए जाना चाहिए या नहीं हमें विस्तार के लिए जाना चाहिए या नहीं एक नया उत्पाद लॉन्च किया जा सकता है या नहीं ऐसे कई निर्णय सीवीपी या बीईपी विश्लेषण के आधार पर अच्छी तरह से लिए जा सकते हैं अब कुछ सूत्र क्योंकि जब आप समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो सूत्र काम आएंगे बीईपी की गणना के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य निश्चित लागत की वसूली है इसलिए हम अंश में निश्चित लागत लेते हैं और इसे प्रति इकाई योगदान से विभाजित करते हैं इसलिए हमारे उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि बिक्री मूल्य 10 रुपये है परिवर्तनीय लागत 8 रुपये है तो प्रति इकाई के आधार पर आप 2 रुपये का लाभ या योगदान बनाते हैं मान लीजिए कि निश्चित लागत 1000 है इसलिए 1000 भागे 2 इसका मतलब है कि 500 इकाइयाँ आपका बीईपी है इसलिए नुकसान से बचने के लिए न्यूनतम 500 इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए यदि आप बिक्री मूल्य के रूप में बीईपी की गणना करना चाहते हैं तो हम 1000 की निश्चित लागत मान रहे हैं तो 1000 को पीवी अनुपात से विभाजित करें पीवी अनुपात क्या था 2 भागे 10 इसका मतलब है 20 प्रतिशत इसलिए यदि आप 1000 को 20 प्रतिशत से विभाजित करते हैं तो 1000 एक निश्चित लागत है 20 प्रतिशत एक मार्जिन है जिसे आप कमा रहे हैं इसका मतलब है आपको नुकसान से बचने के लिए कम से कम 5000 की बिक्री करनी चाहिए जब आपकी बिक्री 5000 से ऊपर चली जाएगी तो आप लाभ कमाना शुरू कर देंगे अब बिक्री मूल्य में भी बीईपी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपके पास एक पहचान योग्य इकाई नहीं हो सकती है आप विभिन्न प्रकार के उत्पादों या विभिन्न प्रकार की सेवाओं की बिक्री कर सकते हैं लेकिन यदि आप मार्जिन जानते हैं या यदि आप पीवी अनुपात जानते हैं तो बिक्री मूल्य के रूप में बीईपी की गणना कर सकते हैं तो दोनों सूत्र उपयोगी हैं अब सीवीपी के ज्ञान का उपयोग करके हम लागत मात्रा लाभ ग्राफ की गणना कर सकते हैं कभी कभी इसे सम विच्छेद चार्ट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि हम यहां भी सम विच्छेद दिखा रहे हैं हमने पहले भी इसके जैसा एक ग्राफ देखा है तो जिसमें एक निश्चित लागत रेखा खींची गई थी तो यह निश्चित लागत की एक पंक्ति है अब यहाँ से एक लाइन जो ऊपर जाती है वह कुल लागत रेखा है आप जानते हैं कि निश्चित लागत रेखा पूरी तरह से क्षैतिज है और कुल लागत रेखा ऊपर जाती है एक राजस्व रेखा भी खींची जाती है जो कि एक लाल रेखा होती है जो 0 से शुरू होती है और कीमत से परे जाकर कुल लागत रेखा को पार कर जाती है तो दोनों के मिलने का बिंदु एक सम विच्छेद बिंदु है वास्तव में ग्राफ में तीर थोड़ा सा गलत है यह सम विच्छेद बिंदु को यहीं कहीं दर्शाता है लेकिन वास्तविकसम विच्छेद बिंदु यहां है समझ रहे हैं सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पीसी और पीआर यानी कुल लागत रेखा और कुल राजस्व लाइन एक दूसरे को काटती है या मिलती है यह एक नुकसान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि जब बिक्री सम विच्छेद बिंदु से नीचे होती है तो यह एक नुकसान है मुझेसमझ रहे हैं हानि क्यों होती है क्योंकि आपका राजस्व अभी भी कुल लागत से नीचे है जब राजस्व कुल लागत को पार करता है जोसम विच्छेद बिंदु से ऊपर है जो आप अपने लाभ क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो राजस्व लागत से अधिक होती है लाभ क्षेत्र असीमित है क्योंकि जैसे आप अपनी इकाइयों को बढ़ाते हैं आपका लाभ बढ़ेगा लेकिन हानि क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है क्योंकि अधिकतम नुकसान जो आप यहां कर सकते हैं वह आपकी निश्चित लागत के बराबर है बेशक हमारी धारणाओं के अनुसार निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन नहीं होता है अधिकतम नुकसान यही है अब इस विशेष सम विच्छेद बिंदु को आप इकाई के आधार संख्या के आधार पर और बिक्री के आधार पर पता कर सकते हैं हो सकता है कि यह लाइन थोड़ी गलत हो लेकिन सम विच्छेद बिंदु यदि आप इसे इकाइयों में गिनते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी इकाइयों के स्तर पर सम विच्छेद होगा और यदि आप इसे रुपये में बिक्री के आधार पर गिनते हैं तो हमने इन दो सूत्रों को देखा था इकाइयों में सम विच्छेद बिक्री में सम विच्छेद तो बीई चार्ट से जो कि सम विच्छेद चार्ट है आप रुपये में भी सम विच्छेद की गणना कर सकते हैं और इकाइयों में भी सम विच्छेद कर सकते हैं समझ रहे हैं अब हम एक बहुत ही साधारण उदाहरण देखिए तो कृष्णा गेम एक नई खिलौना बाइक का उत्पादन करना चाहता है उन्होंने बाजार अनुसंधान के आधार पर कुछ डेटा एकत्र किए हैं जैसे प्रति बाइक की संभावित कीमत 800 है परिवर्तनीय लागत 300 है उत्पादन से संबंधित निर्धारित लागत 55 लाख है लक्ष्य लाभ 2 लाख है कुल अनुमानित बिक्री 12000 बाइक है अब इस डेटा के आधार पर सम विच्छेद बिंदु की गणना करने का प्रयास करें सम विच्छेद बिंदु की गणना के लिए आपको पीवी अनुपात की भी गणना करनी होगी तो पीवी अनुपात की गणना करें सम विच्छेद बिंदु की गणना करें लक्ष्य लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक बिक्री के स्तर की गणना करें क्योंकि सम विच्छेद पर वे कोई लाभ नहीं कमाएंगे वास्तव में वे 2 लाख का लाभ कमाना चाहते हैं इसलिए उस लाभ के लिए लक्ष्य बिक्री क्या होगी और क्या लाभ होगा यदि वे वास्तव में 12000 की अनुमानित बिक्री प्राप्त करते हैं सभी चीजों की गणना करने का प्रयास करें मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य ज्ञान है तो यदि आप योगदान से शुरू करते हैं तो योगदान कितना है बिक्री मूल्य माइनस वीसी प्रति इकाई जो 800 माइनस 300 है 500 प्रति इकाई का योगदान है इसलिए प्रत्येक बाइक जो वे बेचते हैं वे 500 का मार्जिन बनाती है जब वे सिर्फ 1 बाइक बेचते हैं तो वे 500 का मार्जिन बनाएंगे लेकिन ध्यान रखें कि उनकी निश्चित लागत काफी बड़ी होगी निश्चित लागत 55 लाख है इसलिए अगर वे सिर्फ 1 बाइक बनाते हैं तो वे केवल 500 कमाएंगे वे 55 लाख को कवर करने के लिए पर्याप्त मार्जिन बनाना चाहते हैं जो उनका सम विच्छेद बिंदु होगा तो आप बीईपी की गणना कैसे करेंगे प्रति इकाई निश्चित लागत भागे प्रति इकाई अंशदान तो 55 लाख भागे 500 अब उनका सम विच्छेद बिंदु क्या है आप समझ रहे हैं क्या यह 10000 है तो चलिए गणना पर एक नजर डालते हैं आपको इन सभी चीजों की गणना करने के लिए कहा जाता है सम विच्छेद के लिए मात्रा लक्षित लाभ पीवी अनुपात बीईपी और अनुमानित लाभ इसलिए हमने देखा है कि Sp से कटौती की जाने वाली परिवर्तनीय लागत से आपको प्रति इकाई 500 का योगदान मिलेगा अब आप 500 के योगदान के आधार पर 55 लाख वसूलना चाहते हैं इसलिए 55 लाख भागे 500 आपको 11000 मिलते हैं जो कि मात्रा के मामले में सम विच्छेद बिंदु है इसलिए यदि कंपनी 11000 बाइक बेचने में सक्षम है तो वे केवल में सम विच्छेद तक पहुंचने में सक्षम होंगे या 55 लाख की निश्चित लागत का मिलान करने के लिए उनके पास पर्याप्त योगदान होगा समझ गए लेकिन वास्तव में वे 2 लाख का लाभ कमाना चाहते हैं तो उन्हें 55 लाख की वसूली करनी होगी और साथ ही 2 लाख का लाभ कमाना होगा इसका मतलब है कि वे 57 लाख वसूलना चाहते हैं इसलिए 57 लाख को 500 से विभाजित करने पर आपको 11400 मिलते हैं इसे लक्षित मात्रा कहा जाता है इसलिए वे व्यवसाय में केवल तभी प्रवेश करना चाहते हैं जब वे कम से कम 11400 इकाइयों तक पहुंच सकते हो अब आप जानते हैं कि अनुमानित बिक्री 12000 है इसलिए हमें पहले पीवी अनुपात की गणना करनी चाहिए यदि आप एसपी के प्रतिशत के रूप में प्रति इकाई योगदान लेते हैं जो कि 500 भागे 800 है तो आपको 0625 का पीवी अनुपात मिलता है आप इसे प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि 625 प्रतिशत अब सम विच्छेद बिंदु आप इसकी रुपये के संदर्भ में गणना कर सकते हैं जो कि कुल निश्चित लागत जो कि 55 लाख है उसे 0625 से विभाजित करें आपको 88 लाख मिलेंगे इसका मतलब है कि88 लाख रुपये की बिक्री सम विच्छेद है आप इसे दोबारा जांच कर सकते हैं क्योंकि 11000 बाइक एक बीईपी मात्रा है जो 800 से गुणा होने पर 88 लाख रुपये बन जाती है ठीक है अब अंतिम बिंदु अनुमानित लाभ क्या है उन्होंने 12000 की बिक्री का अनुमान लगाया है प्रत्येक बेची गई इकाई से वे 500 बनाते हैं तो 12000 गुना 500 इसका मतलब है कि वे लगभग 60 लाख का योगदान कमा सकते हैं 60 लाख में से उन्हें 55 लाख की निश्चित लागत का भुगतान करना होगा तो अनुमानित लाभ 5 लाख है क्या मेरी बातआपकी समझ में आ रही है तो सीवीपी और बीईपी विश्लेषण की बुनियादी अवधारणाओं को समझने के लिए यह एक बहुत ही सरल चित्रण था हमारे अगले सत्र में हम इसी विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे नमस्ते धन्यवाद